नमस्ते तो एक बार फिर मैं यहां आपके साथ हूं और बहुत ही दिलचस्प विषय के साथ हूं जिसे अनुनय से बातचीत पर्सेप्शन Persuasion से निगोशिएशन Negotiation कहा जाता है क्यों यह विषय संचार के संदर्भ में दिलचस्प है क्योंकि संचार बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है जहां तक अनुनय और बातचीत से संबंधित 2 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं इस संदर्भ में हम एक बातचीत के बारे बात करेंगे केंद्र में अगर आपको लगता है कि यह कुछ भी नहीं है लेकिन संचार कौशल और रिश्ते हैं इसलिए मैं कौशल विकसित करने के लिए इन दो विचारों पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं इसलिए कि हम अपने पिछले व्याख्यानों को समझाने में सक्षम हैं यदि आप संचार शैली से संबंधित मेरे एक व्याख्यान में याद करते हैं तो मैंने विभिन्न प्रकार की शैलियों पर ध्यान केंद्रित किया है और एक शैली सुकराती थी जिसका अर्थ है इस प्रकार के लोग दूसरों को राजी करने मे बहुत अच्छे हैं इसका क्या मतलब है वे बहुत से विचारों को साझा करने के लिए लोगों से मिलने के लिए हैं जो शामिल है वे कह रहे हैं और लोगों को लगता है की वे इतने शामिल है कि वे उन्हें सुनेंगे इसलिए यह दूसरों को राजी करने के लिए कौशल में से एक है कई बार आप जानते हैं कि जब आप किसी शॉपिंग सेंटर में जाते हैं और तब उनके विक्रेतासेल्स पर्सन Sales Person होते हैं और वे अपने उत्पादप्रोडक्ट्स Products दिखाने की कोशिश करते हैं और आपको राजी करने की कोशिश करते हैं यहां तक कि हमें कोई दिलचस्पी नहीं है लेकिन वे इतने अच्छे तरीके से बोलेंगे कि हम आकर्षक हो जाएंगे की उसे देखने के लिए राजी हो जाएं यहां तक कि हम खरीदने के मूड में भी नहीं हैं तो यह वास्तव में एक दिलचस्प कौशल है और अगर हमारे पास यह विशेष कौशल है तो यह कुछ चीजों के लिए बातचीत करने का काम करता है इसलिए मैं कुछ स्लाइड दिखा रहा हूँ और फिर मैं आगे की व्याख्या करूँगा इसलिए कोई भी बातचीत कर सकता है अगर कोई नहीं जानता कि कैसे राजी करना है तो कोई बातचीत नहीं कर सकता है अगर कोई नहीं जानता कि कैसे राजी करना है और कई स्थितियों में दूसरों को मनाने के लिए संचार और संबंद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है इसलिए जो मैं सिर्फ इस बारे में बात कर रहा था कि यह संचार और विकास संबंध का रखरखाव और विकास है ये दोनों चीजें वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण हैं इसलिए मूल रूप से अनुनय में दूसरों को उचित कार्रवाई लेने के लिए समझाना शामिल है बातचीत मे चर्चा करने और एक पारस्परिक रूप से संतोषजनक समझौते तक पहुंचने में सक्षम होना शामिल है इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि निगोशिएशन का अर्थ है कि यह एक ठोस है और हम कैसे समझा सकते हैं वह वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण और आश्वस्त है दूसरों को समझाने के लिए यह बहुत मुश्किल काम है लेकिन एक ही समय में यह असंभव भी नहीं है आप में से कुछ लोग कौशल और निरंतर प्रशिक्षण जानते हैं और एक बार जब आप हमारे व्यक्तित्व में इन चीजों को विकसित करते हैं तो वास्तव में यह काफी दिलचस्प हो जाता है अब बातचीत के कुछ मार्ग हैं बातचीत का रास्ता क्या है हम सभी लोग दिन में कई बार बातचीत करते हैं हर कोई निश्चित रूप से इसका मतलब है यह अलग अलग संदर्भ में हो सकता है लेकिन हम बातचीत कर रहे हैं और हमने बच्चों के रूप में उन चीजों के लिए बातचीत की है जो हम चाहते थे जैसे ध्यान विशेष व्यवहार और जेब खर्चपॉकेट मनी Pocket Money वास्तव में इस तरह की बातचीत का व्यवहार बहुत बचपन से शुरू होता है जब हम एक छोटे बच्चे होते हैं तो हम भी बातचीत कर रहे हैं आपको पता है कि माता पिता अपने बच्चों के साथ बातचीत कर रहे हैं कि आप ऐसा करते हैं और फिर मैं आपके लिए यह करूंगा उदाहरण के लिए अगर आपके गृह समनुदेशन घर का काम पूरा करते हैं और फिर आपको किसी प्रकार का कुछ उपहार या चॉकलेट दिया जाएगा या आउटिंग के लिए ले जाना होगा तो यह कुछ भी नहीं है लेकिन सिर्फ एक तरह की बातचीत ही एक दूसरे को कुछ प्रक्रिया द्वारा कुछ संचार प्रथाओं द्वारा काम करवाने के लिए आश्वस्त करती है इसलिए जब हम वास्तव में एक ही बात करते हैं तब होता है जब हम वयस्क हो जाते हैं इसलिए हम इच्छाओं के अधिक जटिल सेटों के लिए वयस्कों के रूप में बातचीत करते हैं जब हम उनकी बारीकी से जांच करते हैं तो अक्सर उन चीजों के लिए नीचे आते हैं जो हमने बच्चों के लिए बातचीत की थीं इसलिए जब हम बड़े हो जाते हैं तो मूल व्यवहार बुनियादी जिसे वृत्ति कहा जाता है वही रहता है जब हम निश्चित रूप से वयस्क हो जाते हैं तो हम बच्चों के रूप में बातचीत नहीं कर रहे हैं लेकिन बड़ी बात यह है कि शायद हमारे संगठन या उस स्थान पर जहां हम कई बार काम कर रहे हैं हमें अन्य समूहों अन्य कंपनियों अन्य संगठनों के साथ बातचीत करने के लिए उन्हें राजी करना है और उनके संचार व्यवहार से संचार की शैली के साथ साथ यह भी पता चल जाता है कि हम किस तरह के रिश्ते निभा रहे हैं और लक्ष्य उद्देश्य क्या है तो बेशक ये चीजें सरल नहीं हैं लेकिन मूल रूप से यह कुछ भी नहीं है लेकिन हमारे बचपन के अभ्यास और आदतें हैं अब यदि आप बातचीत को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं तो यह कुछ ऐसा हो सकता है एक बातचीत एक संवादात्मक संचार प्रक्रिया है जो तब हो सकती है जब हम किसी और से कुछ चाहते हैं या कोई अन्य व्यक्ति हमसे कुछ चाहता है तो आप देखते हैं कि इन सभी में केंद्र में संचार प्रक्रिया है हम दूसरों से कुछ चाहते हैं या कोई हमसे कुछ चाहता है या हमारे पास इसे पाने के लिए कुछ है तो हम बातचीत कर रहे हैं और बातचीत में हमारे संचार कौशल हमारी संचार क्षमता बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि कैसे बात करें किससे बात करें और हमारी शैली व्यवहार हमारी चेहरे की हाव भाव भगभंगिमा वगैरह इन सभी पहलुये संचार से संबंदीत है बहुत ही महत्वपूर्ण है इसलिए हम आमतौर पर उन लोगों के साथ अलग तरह से बातचीत करते हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं बादमे अजनबियों के साथ करते है अब आप जानते हैं कि संदर्भ भिन्न हो सकता है या यह कहा जाता है कि प्रेम और युद्ध में जो कुछ भी गलत है उसे गलत नहीं कहा जाता है तो इसका मतलब है कि जब हम किसी के साथ अंतरंग संबंध बना रहे होते हैं तो यह हमेशा ऐसा नहीं होता है कि जीत की स्थिति है कभी कभी हम गर्व महसूस करते हैं हम हारने में भी खुशी महसूस करते हैं इसलिए हमारे अंतरंग संबंध में यह अलग बात है या अगर हम अपने परिवार में या अपने रिश्ते में अपने दोस्तों के साथ किसी से प्यार करते हैं तो यही स्थिति है लेकिन अगर हमारे पेशेवर जीवन में हमारे लिए जब हम कुछ चीजों के लिए बातचीत कर रहे हैं या यह नौकरी है चाहे वह कंपनी से संबंधित मुद्दे हों चाहे वह शैक्षिक संगठनों में हों कुछ पाने के लिए उच्च प्राधिकारी से निपटने के लिए अनुमोदित या किए गए बेशक बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनसे हमें सावधान रहना होगा प्रभावी बातचीत की पहली नींव वार्ताकार के रूप में हमारी अपनी शैली और व्यक्तित्व है और जब हम व्यक्तित्व के बारे में बात करते हैं तो व्यक्तित्व में हमारे संचार व्यवहार सहित कई चीजें होती हैं तो यह फिर दूसरे को समझाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है तो केंद्र में संचार कौशल एक तरह से यह हमारी शैली का उपयोग करके समझाने में मदद करेगा हमारे अच्छे शब्दों और वाक्यों का उपयोग करके सम्मान दिखाना भागीदारी दिखाना हमारी सहजता दिखाना ऐसी सभी चीजें हमारे संचार व्यवहार में महत्वपूर्ण हैं अब बातचीत में मुद्दे असल में बातचीत में चार समकालीन मुद्दे हैं व्यक्तित्व लक्षण की भूमिका आप हमारे अच्छे व्यक्तित्व को जानते हैं व्यक्तित्व से संबंधित कुछ लक्षण हैं कि क्या हम बहुत सीधे हैं हम विनीत हैं हम सभ्य हैं हम विनम्र हैं हमारे व्यक्तित्व में कुछ लक्षण हैं और हमें यह समझना होगा कि जब हम बातचीत पर बैठे होते हैं और दूसरों के साथ बात कर रहे हैं तो उस विशेष संदर्भ या स्थिति में क्या व्यक्तित्व लक्षण बहुत उपयुक्त होंगे ऐसा नहीं है कि जो लोग बहुत सीधे हैं और जो लोग बहुत सीधे तरीके से बात कर रहे हैं उन्हें बहुत पसंद किया जाएगा ऐसा नहीं है कि कभी कभी हम लोगों को भी उस विशेष स्थान और इलाके के संदर्भ और संस्कृति को समझना पड़ता है क्योंकि कुछ लोग प्रत्यक्ष और सीधे आगे की तरह करते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चहरे पे कुछ सीधे तौर पर कहने पर सराहना नहीं करेंगे हमें स्थिति को लोगों के संदर्भ में समझना होगा और इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर हम अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं तो शायद लोग सराहना करेंगे और वे ध्यान देने की कोशिश करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे बातचीत में लिंग भेद यह भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ संस्कृतियां हैं जहां लिंग के मुद्दे बहुत संवेदनशील हैं इसलिए पुरुष सदस्यों से बात करते समय और महिला सदस्यों से बात करते समय ये दो अलग अलग स्थितियां होती हैं कि हम किस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं हम किस तरह का सम्मान दिखाते हैं गैर मौखिक व्यवहार से संबंधित किस तरह की चीजें हैं जो उस विशेष संस्कृति और स्थिति में स्वीकार्य है हमें बहुत सतर्क रहना होगा ऐसा नहीं है कि हम अपनी संस्कृति में जो भी उचित महसूस करते हैं हम बात कर सकते हैं हमें जगह स्थिति और और वहां बैठे लोगों को उनकी उम्र और लिंग को भी समझना होगा वह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है एक और वह अंक जो मैंने बातचीत में सांस्कृतिक अंतर के उस प्रभाव का उल्लेख किया है इसलिए हमें हमेशा उस विशेष स्थान की संस्कृति का सम्मान और आदर करना होगा किसी को अपनी खुद की संस्कृति पर या अपने व्यक्ति पर जो भी विश्वास हो उस पर बहुत गर्व होना चाहिए लेकिन साथ ही साथ दूसरों के प्रति सहनशीलता और सम्मान भी होना चाहिए क्योंकि यदि आप दूसरों की संस्कृति अन्य भाषा दूसरों को भोजन की आदत दूसरों के जीने का तरीका को सम्मान नहीं कर रहे हैं तो शायद हमें बहुत ही शर्मनाक स्थिति में डाल दिया जाएगा और लोग इसे पसंद नहीं करेंगे तो संस्कृति एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा है जिसे अब हर कोई सोचता है कि उसकी संस्कृति दुनिया में सबसे अच्छी है ठीक है इसलिए यह सोच अच्छी है इसलिए ऐसा नहीं है कि किसी प्रकार का टकराव नहीं होना चाहिए बल्कि हमें अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान होना चाहिए और अपनी गरिमा बनाए रखते हुए हमें दूसरों की संस्कृति और धर्म को भी समान सम्मान देना चाहिए और फिर इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए यदि आप शायद बातचीत कर रहे हैं हम दूसरों की तुलना में बेहतर स्थिति में होंगे और कई बार आप जानते हैं कि बातचीत की मेज में जब हम बैठे हैं या अन्य पार्टी के साथ बात कर रहे हैं तो हम हल करने में सक्षम नहीं हैं हम ऊपर नहीं आ पा रहे हैं या हम उस स्थिति में सफल नहीं हो पा रहे हैं कि ऐसा क्या होता है कि कभी कभी तीसरे पक्ष या मध्यस्थ या किसी और की आवश्यकता भी बहुत मदद करती है कई बार व्यक्तिगत जीवन में जानते हैं मान लें कि कभी कभी हमे अन्य व्यक्तियों या सहकर्मियों के साथ दूसरे पक्ष के साथ कुछ मुद्दों कुछ समस्याएँ होते हैं तब हम किसी ऐसे व्यक्ति की मदद लेते हैं जो वास्तव में बहुत ईमानदार सच्चा है और एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करता है और यदि वह दोनों पक्षों के लिए स्वीकार्य है तो शायद वह बातचीत करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है इसलिए विशेष रूप से यदि आप देखते हैं कि भारतीय परिदृश्य में बहुत अच्छा उदाहरण है तो हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग जानते हों कि शादियां हो रही हैं क्योंकि ये बहुत अच्छे मध्य व्यक्ति हैं या दोनों पक्षों को जानते हैं और फिर एक दूसरे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं इस मध्यस्थ या तीसरे पक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है अब अगली स्लाइड पर आते हैं कि क्या आप हमारी चर्चा के अंक के शैली की संख्या जानते हैं इसलिए कुछ शैलीएं हैं जो बातचीत से संबंधित हैं पहला एक टालनेवाला"Avoider" है आप जीवन में जानते हैं अगर हम छोटी छोटी बातों को भी टाल सकते हैं भले ही हमें पसंद हो या न पसंद हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या यह हमारे व्यक्तित्व पर हमारे जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला नहीं है तो अनावश्यक रूप से छोटे मुद्दों पर इतना महत्व रखने की कोई आवश्यकता नहीं है हम इन्हे टाल सकते हैं उदाहरण के लिए कभी कभी आप छोटी छोटी बातों को जानते हैं जैसे लोग नमस्कार या हाथ मिलाते नहीं हैं या अच्छे मूड में नहीं होते हैं और सिर्फ कुछ ऐसा कहते हैं जो हम पसंद नहीं कर सकते हैं तो हो सकता है कि आप जानते हों कि हमारा मानवीय व्यवहार इतना जटिल है कि हम यह नहीं जानते हैं कि एक व्यक्ति किस तरह का मूड रखता है और कभी कभी व्यक्ति बहुत ही अजीब तरीके से व्यवहार करता है लेकिन हमें उस विशेष अंक पर इतना महत्व नहीं देना चाहिए क्योंकि हम पाते हैं कि अचानक व्यक्ति बदल गया है वह बदल रहे है वह शैली बदल रहा है उसका मूड बदल रहा है इसलिए हम बच सकते हैं और यह एकमात्र तरीका है कि हम आगे बढ़ सकते हैं अन्यथा ऐसा क्या होता है कि यदि आप इन छोटे मुद्दों पर बहुत अधिक महत्व दे रहे हैं तो बड़ी चीजों पर बातचीत करने के लिए बड़े लक्ष्य प्राप्त करने के लिए शायद हम एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते हैं एक और बात हो सकती है कॉम्प्रोमाइज़र कई बार हम समझौता करते हैं की अगर आप मेरे लिए ऐसा करते हैं तो मैं आपके लिए यह करूँगा विशेष रूप से यह संगठनात्मक संदर्भ में होता है जब कंपनियां आ रही हैं और बातचीत की मेज है तो एक कदम वे आगे बढ़ते हैं तो दूसरे दल एक कदम आगे जा रहे हैं या एक कदम वे वापस जा रहे हैं एक कदम दूसरे दलों में वापस जा रहे हैं इसलिए कभी कभी हम समझौता करते हैं ठीक है तुम यह करो मैं तुम्हारे लिए यह करूँगा तुम मेरे लिए यह करो इसलिए यह उस शैली में से एक है जिसकी स्थिति मांग करती है तब हम एक दूसरे से समझौता करके मदद कर सकते हैं और फिर शायद हम आगे बातचीत कर सकते हैं एक और शैली हो सकती है अकामडेटर हम इसे समायोजित कर सकते हैं जैसे आप जानते हैं कि हम रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे है और बस एक तीन सीटर जगह है सीटें केवल तीन ही समायोजित कर सकती हैं लेकिन एक व्यक्ति जो खड़ा है और यदि हम एक मिलनसार मिजाज में हैं और फिर हम ठीक कह सकते हैं और बोलते है की आप भी बैठ सकते हैं तो हम समायोजन कर रहे है और बस इसे समायोजित करना बस आप मानसिक रूप से से स्थान से संबंधित कुछ जानते हैं पर निर्भर करता है यदि आपको वह चिंता है तो हमें थोड़ी असुविधा भी नहीं होगी पर हम असहज महसूस नहीं करेंगे इसलिए ठीक यही तरीका है कि हमारे व्यक्तिगत व्यावसायिक जीवन में जब भी कोई ऐसी स्थिति होती है जहां समायोजित करके हम आगे बढ़ सकते हैं और खोने के लिए कुछ नहीं है और बहुत समस्या या कठिनाइयां नहीं आएंगी बल्कि यह एक सद्भावना देगा और लोग पसंद करेंगे इसलिए यह अच्छा है कि हम इस प्रकार की शैली के साथ आगे बढ़ सकते हैं जिसे दूसरों को समायोजित करने वाला स्टाइल कहा जाता है और अन्य एक बहुत महत्वपूर्ण है कि समस्या निवारकप्रॉब्लम सॉल्वर Problem solver इसका मतलब है कि एक समस्या है और हम इन मुद्दो के अच्छे बुरे से संबंधित हर समस्या का गंभीर रूप से विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं और सब कुछ ठीक कर देते हैं और फिर हम समस्या को हल करने की कोशिश करते हैं क्योंकि यह कुछ बहुत ही कठिन है और विभिन्न कोणों से विभिन्न दृष्टिकोणों से हमें समझना है और अन्य पक्षों को विश्वास में लेना है जिन्हें हम गहराई से विश्लेषण में जाने की कोशिश करते हैं गंभीर रूप से विश्लेषण करते हैं और फिर हम यह कहने की कोशिश करते हैं कि हाँ अब दोस्तों हमने बहुत चर्चा की है लेकिन अंतमे हमे एक समाधान खोजने है क्योंकि अगर हम किसी तरह का समाधान करने की इच्छा रखते हैं समाधान आएगा हम समस्या का समाधान कर सकते हैं तो इच्छा होनी चाहिए और निश्चित रूप से यह कभी कभी मुश्किल होता है लेकिन अगर हम उस तरह की आकांक्षा और इच्छा रखते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं तो शायद हम समस्या का समाधान पा सकते हैं हम समस्या को हल कर सकते हैं क्योंकि यह कहा गया है कि इस दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिस का कोई हल न हो यह ताले और चाबी की तरह है ताले बिना चाबी के नहीं बनाए जा सकते इसलिए जब भी कोई लॉक हो तो कुछ कुंजी होनी चाहिए मतलब समस्या का कोई न कोई समाधान अवश्य होना चाहिए इसलिए यह सब निर्भर करता है कि हम किस तरह से काम करते हैं हम कैसे बातचीत करने में सक्षम हैं और हमारी संचार क्षमता संचार व्यवहार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है अब कुछ प्रभावी बातचीत की नींव हैं और इन्हे हमें ध्यान में रखना होगा पहली बात यह है कि मूल शैलियों की प्राथमिकताए को निर्धारित करें संचार में मूल शैली का मतलब क्या है हमें किस तरह की शैली का उपयोग करना चाहिए यह हमारी बातचीत के तरीके शैली से संबंधित है जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया है कि कोई भी दो व्यक्ति एक समान तरीके से बात नहीं करेंगे इसलिए अगर हम वह तरीके में या शैली में बात कर रहे हैं जो दूसरे व्यक्ति को उम्मीद है तो वास्तव में वह बहुत दिलचस्प और प्रभावी हो जाता है इसलिए यदि हम अपनी आवृत्ति का मिलान कर सकते हैं तो यह बहुत मदद करने वाला है तैयार करने की इच्छा हासिल करें इसका मतलब है कि हमें तैयार रहना चाहिए ऐसा नहीं है कि जब हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें आधी जानकारी हो रही है या पूरी तरह से सुसज्जित नहीं है कि हम क्या चाहते हैं तो सब कुछ बहुत स्पष्ट और स्पष्ट क्रिस्टल होना चाहिए कि वास्तव में यह वह चीज है जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं उच्च उम्मीद सेट करें इसका मतलब यह नहीं है कि हम संतुष्ट होंगे अगर हम केवल इतने से खुश होंगे इस तरह नहीं से बहुत अधिक लक्ष्य निर्धारित करे और उच्च उम्मीद रखें और पहले प्रयास से शुरू करें और फिर हमें देखें कि क्या होता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरों को सुनने के लिए धीरज रखें जब हम बातचीत कर रहे हैं तो यह एकमात्र ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बोल रहा है और बोल रहा है और वह बोल रहा है और दूसरे व्यक्ति को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिल रहा है इसलिए हमारे पास यह होना चाहिए कि हमें दूसरों को सुनने के लिए धैर्य रखना चाहिए क्योंकि यह कहा जाता है कि सुनना सभी संचार की जननी हैइसका मतलब है कि अगर हम एक अच्छे श्रोता नहीं हैं तो हम कभी भी एक अच्छे संचारक नहीं हो सकते क्योंकि हम दूसरों को कभी नहीं मना सकते हैं क्योंकि दूसरे पक्ष को लगेगा की समझते है कि ओह यह साथी केवल बोल रहा है और बोल रहा है और वह दूसरों को बोलने नहीं दे रहा है तो यह एक बहुत ही नकारात्मक भावना नकारात्मक संदेश देता है इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें बोलना चाहिए लेकिन साथ ही साथ धीरज रखना चाहिए और दूसरों की सराहना करनी चाहिए जो कुछ भी अन्य लोग बोल रहे हैं हमें भी सराहना करनी चाहिए ठीक है निश्चित रूप से हम अपनी बात अपनी स्थिति भी दे सकते हैं लेकिन साथ ही साथ हमें दूसरों को सुनने के लिए एक अच्छा धैर्य भी होना चाहिएयह बहुत महत्वपूर्ण है व्यक्तिगत अखंडता के लिए एक प्रतिबद्धता बनाएं कभी भी हमें स्वयं की व्यक्तिगत अखंडता के साथ समझौता नहीं करना चाहिए हमें हमेशा यह बनाए रखना चाहिए कि हर चीज के लिए एक सीमा है और हम उससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं सोचिए ध्यान से देखिए कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं अब जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया है यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें बहुत सावधान रहना होगा कि वास्तव में जमीनी स्तर क्या है वास्तव में आप इस वार्ता से बाहर क्या चाहते हैं जिसके बारे में हमें सोचना है एक आशावादी सेट करें लेकिन तर्कसंगत लक्ष्य का मतलब है लक्ष्य होना चाहिए विशिष्ट होना चाहिए लक्ष्य को लिखना और उसके लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए और लक्ष्य को बातचीत में ले जाना चाहिए हमेशा जब हम बातचीत कर रहे हैं तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि बातचीत में हासिल करने के लिए अंतिम लक्ष्य क्या है और हमारी बात हमारी सारी प्रक्रिया या सभी व्यवहार या सभी सोच प्रक्रिया उस के आस पास होनी चाहिए कि हम इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं कभी भी उस लक्ष्य से विचलित न हों और कभी कभी लोग कुछ ऐसी बात कर रहे होते हैं जो वास्तव में लक्ष्य या विशिष्ट मुद्दे से संबंधित नहीं होती है तो हम यहां और वहां बात करना शुरू करते हैं लेकिन हमें बहुत कुछ होना चाहिए जो हमें उस विशेष लक्ष्य के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहिए इसलिए यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो हमारा संचार व्यवहार हमेशा उसी के आसपास रहेगा अब कुछ निश्चित बातचीत मे आधिकारिक मानक और मानदंड हैं और इसे हमें ध्यान में रखना होगा उदाहरण के लिए लागू मानकों और मानदंडों का सर्वेक्षण करें दूसरे पक्ष के विचारों को वैध के रूप में पहचानें बातचीत में यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वैधता को भी सम्मानित किया जाना चाहिए और जब भी हम बातचीत कर रहे हैं कि क्या वैध है क्या अन्य व्यक्ति अन्य पार्टी के लिए वैध है हमें हमेशा ध्यान रखना है और हमें तैयार रहना चाहिए सहायक डेटा और तर्क तैयार करें जब आप होते हैं तो आप जानते हैं कि कुछ चीजें कर रहे हैं और हम आश्वस्त नहीं कर पा रहे हैं तो यह बहुत मुश्किल है दूसरों को केवल इस बात पर विश्वास होगा कि हमारी बात बहुत ही ठोस तर्क द्वारा समर्थित है और यदि आवश्यक हो तो हम साक्ष्य प्रदान कर सकते हैं हम डेटा डेटा आधारित और ठोस तर्क प्रदान कर सकते हैं जिससे हमें दूसरों को समझाने और अपना काम पूरा करने में मदद मिल सके इस तर्क का दूसरे पक्ष को अनुमान होगा कि कौन तैयार करता है अब यह नहीं है कि तब और केवल तर्क आ सकते हैं अग्रमी रूप से हम बातचीत में यह भी तैयार कर सकते हैं कि अगर मैं कुछ विशेष तर्क रख रहा हूं तो अन्य व्यक्ति अन्य पार्टी के पास कुछ काउंटर तर्क हो सकता है तो मैं किस तरह से उन प्रकार के तर्कों को संभालने जा रहा हूं इसलिए मुझे लगता है कि पहले से थोड़ी तैयारी से मदद मिलेगी और यदि आवश्यक हो तो एक सहानुभूति दर्शकों के आगे तर्क देने पर विचार करें इसलिए तर्क इस तरह से होना चाहिए कि जब बातचीत चल रही हो तो अन्य पक्ष हों दर्शक हों तब हम अपनी बात को इस तरह से सामने रख सकते हैं कि यह किसी प्रकार की सहानुभूति पैदा करने वाला हो हमारे लिए कुछ समझ की तरह हो इसलिए अन्य पार्टी हित भी बहुत महत्वपूर्ण है यह महत्वपूर्ण नहीं है कि बातचीत में केवल हम अपनी रुचि के बारे में सोचते हैं तो यह कभी नहीं किया जाएगा यह कभी काम नहीं करेगा निर्णय निर्माता क्या है अन्य पार्टी में निर्णय लेने वाले कौन हैं अन्य पक्षों की रुचि यह आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपकी मदद करने के लिए कैसे हो सकती है अन्य पक्ष क्यों कह सकते हैं कि इसका कोई मतलब नहीं है यह भी बहुत दिलचस्प है यदि अन्य पार्टी कहती है कि कोई कारण नहीं हो सकता है कि वे क्यों नहीं कह रहे हैं और हमें उस विशेष पहलू पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और कुछ समाधान प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए और क्या कम लागत विकल्प अन्य पक्ष आपत्तियों को दूर कर सकते हैं इसलिए ऐसी सभी चीजें जो अन्य पार्टियों की दिलचस्पी और अपेक्षाएं हैं अगर हम पहले से ही डालते हैं अगर हम पहले से सोचते हैं तो हम स्थिति को संभालने के लिए बेहतर स्थिति में होंगे फिर संबंधरिलेशनशिप Relationship में आगे आते हुए मैंने पहले ही उल्लेख किया है कि हाँ यह ऐसा होने जा रहा है यह बहुत मदद करने वाला है और फिर रिलेशनशिप नेटवर्क के माध्यम से पहुंच और विश्वसनीयता प्राप्त करने में मदद करता है आप जीवन में जानते हैं अन्यथा यह संबंध भी बहुत मायने रखता है कि अगर यह एक निजी जीवन है पेशेवर जीवन है कोई भी रिश्ते के महत्व से इनकार नहीं कर सकता है कि हम दूसरों के साथ एक अच्छा रिश्ता बना रहे हैं यह समझाना आसान हो जाता है इसे कार्य को प्राप्त करना आसान हो जाता है लक्ष्य को प्राप्त करना आसान हो जाता है तो यह एक कला है और हमें अपने व्यावसायिक या व्यक्तिगत जीवन के लिए आवश्यक होने पर अपने रिश्ते को बनाए रखने और आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए उपहार एहसान प्रकटीकरण या रियायतें जैसे छोटे कदम के साथ मेज के पार कामकाजी संबंध बनाएं तो ये वास्तव में कुछ तरीके हैं यह इस बात पर निर्भर करता है कि किस स्थिति में क्या अधिक उपयुक्त होगा जो हमें तय करना है लेकिन ये हमारे रिश्तों को बनाए रखने और आगे बढ़ाने के तरीके हैं पारस्परिकता और रिश्ते के जाल से बचें जैसे कि बहुत जल्दी भरोसा करना चाहिए हमें बहुत जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए मतलब हमें भावुक नहीं होना चाहिए अगर कोई व्यक्ति सिर्फ रोता है और रोना शुरू कर देता है तो हम सोचते हैं कि हाँ वह हमेशा सही है और जो भी हो वह कह रहे हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए भावना अच्छी है लेकिन हमें बहुत भावुक नहीं होना चाहिए और यदि आप ऐसी गतिविधियों में शामिल हैं तो हम सही निर्णय नहीं ले सकते इसलिए हमें बहुत जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए दूसरों को आपको दोषी महसूस कराने और व्यक्तिगत मित्रता के साथ बड़े व्यवसाय का मिश्रण करने की अनुमति देता है इसलिए इन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए पारस्परिकता के नियमों का पालन करने से बचें हमेशा पारस्परिकता के नियम का पालन करें यह आम तौर पर होता है अगर मुझे लगता है कि मैं कुछ चीजों का खुलासा कर रहा हूं तो अन्य भाग का भी खुलासा होगा तो ये वे बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है विश्वसनीय और भरोसेमंद बनें उनके प्रति निष्पक्ष रहो जो तुम्हारे लिए उचित हैं जब अन्य पक्ष आपके साथ गलत व्यवहार करते हैं तो उन्हें इस बारे में बताएं कि वे आपके साथ उचित व्यवहार नहीं कर रहे हैं तो ये बातें वास्तव मे हमारे बातचीत व्यवहार में बहुत महत्वपूर्ण हैं अब एक और बात यह है कि उत्तोलन कहा जाता है उत्तोलन वह है की क्या मैं उस चीज पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता हूं जो दूसरे पक्ष की जरूरत है क्या मैं अन्य पार्टी को उन मानदंडों के लिए प्रतिबद्ध कर सकता हूं जो मेरे परिणामों के पक्ष में हैं और क्या मैं अपनी स्थिति को सुधारने के लिए गठबंधन बना सकता हूं इसलिए ऐसे सभी प्रश्नों को रखा जाना चाहिए और उनके चारों ओर उत्तर पाने और काम करने का प्रयास करना चाहिए इसलिए हमारी बातचीत उपयोगी और आभारी हो सकती है अब ये निश्चित बातचीत प्रक्रिया है पहला कदम आपकी रणनीति तैयार करना है जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया है सूचना आदान प्रदान करना वायु संचार कौशल रियायत उद्घाटन और बनाना हाँ और प्रतिबद्धता बंद करना और प्राप्त करना तो ये नेगोशिएशन में प्रक्रिया है और यदि आप इस प्रक्रिया का पालन करते हैं तो हम बेहतर स्थिति में हैं इसलिए अंत में मैं यह निष्कर्ष निकालना चाहूंगा कि बातचीत मानव सामाजिक जीवन का एक आकर्षक पहलू है यदि हम लोगों के साथ सही व्यवहार करते हैं तो वे हमसे सही व्यवहार करेंगे कम से कम 90 प्रतिशत समय मे आम तौर पर लोग अच्छे हैं हाँ अपवाद हमेशा होते हैं लेकिन हमें दूसरों के लिए अच्छा होना चाहिए हमारे पास सहानुभूति होनी चाहिए दूसरों के लिए सहानुभूति होनी चाहिए या हमें दूसरों की बात सुननी चाहिए निश्चित रूप से अगर आप ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो वे भी व्यवहार करेंगे यदि सफलता का कोई एक रहस्य है तो यह दूसरे व्यक्ति की बात को प्राप्त करने और उस व्यक्ति के कोण से चीजों को देखने के साथ साथ हमारे स्वयं के दृष्टिकोण से भी देखने की क्षमता में निहित है इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है और अंत मे हमें इतना मीठा नहीं होना चाहिए कि लोग हमें खा जाएँ न ही इतने कड़वे कि वे हमें उगल दें इसलिए दोनों चरम मामले हैं जिनमे हमें बहुत सावधान रहना होगा और अंत में आत्म सम्मान बहुत महत्वपूर्ण है आत्म सम्मान के बिना व्यक्ति दूसरों के सम्मान के साथ साथ सफल होने की इच्छाशक्ति खो देता है इसलिए हर समय स्वाभिमान को बातचीत प्रक्रिया में बनाए रखा जाना चाहिए और अंत में केवल अंत में मैं समाप्त कर दूंगा की किसी भी बातचीत प्रक्रिया मे या यदि आप बातचीत को सफल बनाने के लिए दूसरों को राजी करना चाहते हैं तो सफल बातचीत दो बात फिर से बहुत महत्वपूर्ण होगी इसमे एक है कि हमारे संचार व्यवहार में संचार शैली शामिल है जिसमें हमारा पारस्परिक संचार शामिल है जिसमें हम खुद को और दूसरों को कितना महत्व दे रहे हैं और संबंध के रखरखाव का विकास और रखरखाव भी शामिल है क्योंकि जीवन मे रिश्ते हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं यदि हम इन दो पहलुओं के लिए सक्षम हैं तो हमारी बातचीत सफल होगी और दोनों पक्ष एक जीत की स्थिति में हो सकते हैं